इस व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने परियोजना प्रबंधन लाइफ साईकल और सॉफ्टवेयर विकास लाइफ साईकल के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने कहा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट गतिविधि शुरू होने से बहुत पहले परियोजना प्रबंधन गतिविधि शुरू हो जाती है आइए इस बारे में आगे चर्चा करें इस व्याख्यान में हम 2 मुख्य अवधारणाओं परियोजना प्रबंधन मानकों और जीवन चक्र मॉडल पर चर्चा करेंगे एक टिपिकल परियोजना के जीवन चक्र में लगभग हर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के साथ शुरू होता है किसी संगठन में किसी व्यक्ति को कुछ चीजों को स्वचालित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता महसूस होती है और इसके आधार पर परियोजना का प्रस्ताव लिखा जाता है और इसे शीर्ष प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाता है परियोजना प्रबंधक नियुक्त किया जाता है और जो परियोजना की शुरूआत करता है और परियोजना के बाद परियोजना प्रबंधक नियुक्त किया जाता है परियोजना का जीवन चक्र परियोजना की योजना के साथ शुरू होता है परियोजना की योजना में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को तैयार किया जाता है जैसे कि शेड्यूल कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन इत्यादि एक बार योजना तैयार हो जाने के बाद परियोजना विकास जीवनचक्र शुरू हो जाता है और जो योजना को क्रियान्वित करता है और योजना के निष्पादन के दौरान परियोजना प्रबंधक उस योजना को क्रियान्वित करता है जो योजना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए विकास दल को निर्देश देती है लेकिन जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ती है योजना से कई विचलन हो सकते हैं और इसके लिए परियोजना प्रबंधक को कुछ नियंत्रण गतिविधियाँ करने की आवश्यकता होती है हो सकता है कि कुछ अड़चनें हों जिसकी वजह से हो सकता है परियोजना योजना के अनुसार आगे नहीं बढ़ पा रही हो परियोजना प्रबंधक अड़चन को दूर करने के लिए काम करता हैउदाहरण के लिए तकनीकी कर्मियों में कोई कमी हो सकती है या हार्डवेयर उपकरण में कोई कमी हो सकती है परियोजना प्रबंधक उन बाधाओं को दूर करता है ताकि परियोजना योजना के अनुसार आगे बढ़े लेकिन फिर परियोजना प्रबंधक को योजना को फिर से तैयार करना पड़ सकता है क्योंकि इसके बावजूद भी देरी हो सकती है या परियोजना का कुछ हिस्सा प्रत्याशित रूप से जल्दी पूरा हो सकता है इत्यादि और एक बार जब परियोजना पूरी हो जाती है तो परियोजना प्रबंधक परियोजना को बंद करने की गतिविधियों को अंजाम देता है हम आगे बढ़ते हैं हम इन सभी गतिविधियों को और अधिक विस्तार से देखेंगे प्रोजेक्ट जीवनचक्र के दौरान परियोजना प्रबंधक परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं को निष्पादित करता है जो मुझे दोहराते हैं परियोजना जीवनचक्र के दौरान परियोजना प्रबंधक परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं को पूरा करता है परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाएँ परियोजना के काम की योजना बनाने और उसे नियंत्रित करने से संबंधित हैं यहां परियोजना प्रबंधक परियोजना की गतिविधियों को निष्पादित करता है उस योजना को क्रियान्वित करता है जो टीम को विकास कार्य करने के लिए निर्देशित कर रही है और जब भी कोई विचलन होता है तो परियोजना प्रबंधक नियंत्रण अड़चन को दूर करता है ताकि परियोजना योजना के अनुसार आगे बढ़े इसके विपरीत विकास टीम उत्पाद उन्मुख प्रक्रियाओं को करती है उत्पाद उन्मुख प्रक्रियाओं का निर्दिष्ट करने और परियोजना उत्पादों को बनाने के साथ संबंध है तो वे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस डिजाइन प्रक्रिया कोडिंग प्रक्रिया परीक्षण प्रक्रिया इत्यादि कर सकते हैं इसलिए जिन्हें हम उत्पाद उन्मुख प्रक्रियाओं के रूप में कहते हैं ये विकास टीम द्वारा किए जाते हैं जबकि परियोजना प्रबंधक परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं को पूरा करता है आइए देखें कि परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाएँ क्या हैं परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया में परियोजना को शुरू करना सम्मिलितहैं यहाँ परियोजना प्रबंधक व्यवसाय के मामले और परियोजना चार्टर को लिखते हैं जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे हम व्यापार के मामले और परियोजना चार्टर को देखेंगे परियोजना प्रबंधक उन कार्य प्रक्रियाओं को भी पूरा करता है जो काम को सूक्ष्म रूप में बांटने की संरचना को पूरा करती है और परियोजना की निर्धारित लागत अनुमान इत्यादि को पूरा करती है और फिर परियोजना प्रबंधक निष्पादित प्रक्रियाओं को पूरा करता है जो मूल रूप से योजना में उल्लेखित कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं लेकिन फिर निष्पादन प्रक्रिया के दौरान योजना से विचलन हो सकते हैं और परियोजना प्रबंधक को निगरानी और नियंत्रण प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है जहाँ परियोजना प्रबंधक जाँच करता है कि क्या परियोजना योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है या योजना से कोई विचलन हो रहा है और जब विचलन होते हैं तो परियोजना प्रबंधक योजना के साथ परियोजना की प्रगति से मेल खाने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करता है और अंत में परियोजना प्रबंधक को समापन प्रक्रियाओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है जहां समापन दस्तावेज बनाए जाते हैं और ग्राहक अंततः परियोजना की औपचारिक स्वीकृति देता है कई दिशानिर्देश हैं जो परियोजना प्रबंधक के लिए परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आए हैं परियोजना प्रबंधन मानकों के 2 मुख्य प्रकार हैं एक ऑफ द शेल्फ परियोजना प्रबंधन मानक हैं इनका वर्णन किताबों आदि में किया जाता है और यहाँ पर लोकप्रिय हैं PMBOK यानी प्रोजेक्ट मैनेजर बुक ऑफ़ नॉलेज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ़ नॉलेज और PRINCE2 और आईएसओ 21500 इत्यादि ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जो हमने यहां दिए हैं दूसरी ओर एक संगठन में अलग अलग परियोजना प्रबंधन मानक हो सकते हैं जैसे ऑफ द शेल्फ मानक की तुलना में वे टेलर हो सकते हैं या शायद अलग अलग मानकों से अलग अलग पहलुओं को ले सकते हैं और उनके पास एक आंतरिक परियोजना प्रबंधन मानक हो सकता है जिसे वह विशिष्ट संगठन उन मानक का पालन करता है यह जानना एक अच्छा विचार हो सकता है कि PMBOK PRINCE2 ISO 21500 में क्या शामिल है और हमारी चर्चा में हम अपने आप को किसी एक मानक तक सीमित नहीं रखेंगे लेकिन इस पाठ्यक्रम में हमारी चर्चा उन मानक अवधारणाओं पर अधिक होगी जो सभी में उपयोग की जाती हैं PRINCE2 एक लोकप्रिय परियोजना प्रबंधन मानक है PRINCE का तात्पर्य प्रोजेक्ट इन कंट्रोल्ड एनवॉयरमेंट्स के लिए है यह केवल सॉफ्टवेयर विकास तक ही सीमित नहीं है बल्कि PRINCE1 आईटी या सॉफ्टवेयर परियोजना प्रबंधन के लिए अधिक लक्षित था और PRINCE2 एक अधिक सामान्य परियोजना प्रबंधन मानक बन गया है यह सरकार की यूनाइटेड किंगडम कार्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा विकसित किया गया था यह यूनाइटेड किंगडम में बहुत लोकप्रिय है यह एक प्रक्रिया संचालित दृष्टिकोण है और इसका उपयोग छोटे और बड़े दोनों परियोजनाओं के लिए किया गया है PRINCE2 में अनिवार्य रूप से सात प्रक्रियाएं हैं परियोजनाएं शुरू करने वाली प्रक्रियाएं प्रक्रियाओं को शुरू करना प्रक्रियाओं को निर्देशित करना या निष्पादित करना एक स्थिति तक सीमा का प्रबंधन करना एक स्थिति तक नियंत्रित करना और उत्पाद वितरण का प्रबंधन करना यदि हम सचित्र रूप से दर्शाते हैं तो यहां एक स्टार्ट अप प्रक्रियाएँ हैं और फिर 2 मुख्य प्रक्रियाएँ जो पूरे प्रोजेक्ट में मौजूद हैं एक प्रोजेक्ट का निर्देशन है जो मूल रूप से प्रोजेक्ट का निष्पादन है और फिर प्लानिंग पूरे समय तक जारी रहती है क्योंकि एक बार प्रारंभिक योजना बन जाने के बाद भी यह लगातार बनी रहती है संशोधित और योजना के आधार पर एक बार योजना पूरी होने के बाद प्रारंभिक योजना पूरी हो जाती है परियोजना शुरू की गई है और प्रत्येक चरण में परियोजना विभिन्न चरणों से गुजरती है और परियोजना प्रबंधक परियोजना की गतिविधियों को निर्देशित करता है तथा परियोजना टीम गतिविधियों को पूरा करती है और यहाँ परियोजना प्रबंधक प्रत्येक चरण की निगरानी और नियंत्रण करता है और चरण के अंत में नए चरण को शुरू करने की आवश्यकता होती है इसलिए इसे चरण सीमा का प्रबंधन कहा जाता है और यहां सभी चरणों को एक के बाद एक चरण लिया जाता है और एक बार जब सभी चरणों को पूरा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है परियोजना प्रबंधक द्वारा समाप्ति प्रक्रियाओ को किया जाता है आईएसओ 21500 जीवन चक्र यहां भी हमारे पास आरंभ करने की प्रक्रियाएं नियोजन प्रक्रियाएं कार्यान्वयन या निर्देशन या क्रियान्वयन की प्रक्रियाएं हैं और अंत में समापन प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रक्रियाओं को करने का कार्य भी परियोजना प्रबंधक द्वारा किया जाता है PMBOK एक बहुत लोकप्रिय परियोजना प्रबंधन मानक है यह नॉलेज का प्रोजेक्ट प्रबंधन निकाय है यह विभिन्न परियोजनाओं के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख परियोजना प्रबंधन मानक है PMBOK मूल रूप से कई शब्दावली और दिशानिर्देशों से युक्त होता है और इसे एक पुस्तक के रूप में प्रलेखित किया गया है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ़ नॉलेज PMBOK गाइड यह परियोजना प्रबंधन संस्थान पीएमआई द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस गाइड का उपयोग पीएमआई द्वारा प्रस्तावित प्रमाणन के लिए तैयार करने के लिए एक सर्टिफिकेट के रूप में किया जाता है PMBOK में विभिन्न प्रक्रिया समूह होते हैं प्रत्येक प्रक्रिया समूह में कई प्रक्रियाएँ होती हैं यहां इनीशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप होता है जो प्रोजेक्ट इनीशिएशन गतिविधियों परियोजना प्रबंधक द्वारा की जाती हैं और जैसे ही परियोजना शुरू होती है परियोजना प्रबंधक द्वारा योजना प्रक्रियाएँ पूरी की जाती हैं प्रारंभिक योजना बनाई गई है और योजना को लगातार परिष्कृत किया जाता है परियोजना प्रबंधक निष्पादित प्रक्रियाएं की विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए परियोजना टीम को निर्देश देती हैं वे देखते हैं यदि योजना से डेविएशन होता है तब वे नियंत्रण की कार्यवाही करते हैं और एक बार जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तब समाप्ति प्रक्रिया करते हैं तो ये PMBOK में 5 मुख्य प्रक्रिया समूह हैं आरंभ करने की प्रक्रियाएं नियोजन प्रक्रियाएं नियंत्रण प्रक्रियाएं निष्पादन प्रक्रियाएं और समापन प्रक्रियाएं जैसा कि आप इन सभी अलग अलग परियोजना प्रबंधन मानकों को देख सकते हैं कई चीजें आम हैं प्रक्रियाएं दीक्षा योजना निष्पादन या निर्देशन निगरानी और नियंत्रण और अंत में समापन प्रक्रियाएं जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमें स्वयं को किसी एक परियोजना प्रबंधन मानक तक सीमित नहीं रखा जाएगा लेकिन हम इन विभिन्न प्रक्रियाओं को देखते हुए इन सभी अलग अलग परियोजना प्रबंधन मानकों में परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं को देखते हैं यह आरंभ करने की प्रक्रिया वह है जिसे परियोजना प्रबंधक द्वारा परियोजना जीवनचक्र में पहले किया जाता है इन प्रक्रियाओं का मुख्य लक्ष्य परियोजना को शुरू करना है इन आरंभ करने की प्रक्रियाओं के आउटपुट हैं यह है कि परियोजना प्रबंधक का चयन किया जाता है प्रमुख हितधारकों की पहचान की जाती है और परियोजना चार्टर पूरा हो जाता है यहां परियोजना नियोजन प्रक्रियाएँ आउटपुट में कार्य विच्छेद संरचना गैंट चार्ट के रूप में परियोजना अनुसूची और सभी निर्भरताओं और संसाधनों की पहचान और प्राथमिकता वाले जोखिमों की सूची शामिल हैं यदि हम दो लोकप्रिय परियोजना प्रबंधन मानकों PRINCE और PMBOK की तुलना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि PRINCE मूल यूनाइटेड किंगडम है जबकि PMBOK मूल संयुक्त राज्य है यहां PRINCE2 को APMG द्वारा प्रशासित किया गया है जो एसोसिएशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है PMBOK को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रशासित किया जाता है दोनों दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं लेकिन PMBOK का उपयोग PRINCE2 की तुलना में अधिक बड़े पैमाने पर किया जाता है PRINCE2 एक प्रक्रिया आधारित कार्यप्रणाली है जैसा आपने देखा था जबकि PMBOK नॉलेज का एक दस्तावेज है यह गैर निर्धारित है और परियोजना प्रबंधक को अपनी प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए लचीलापन देता है लेकिन ये सिर्फ दिशा निर्देशों के रूप में काम करते हैं PRINCE2 का उपयोग ज्यादातर यूके में किया जाता है PMBOK का उपयोग दुनिया भर में किया जाता है दुनिया भर में 75 प्रतिशत से अधिक परियोजनाओं में PMBOK का उपयोग किया जाता है अब हम जीवन चक्र मॉडल को देखते हैं क्योंकि परियोजना प्रबंधक परियोजना प्रबंधन को निष्पादित करता है परियोजना प्रबंधन प्रक्रियाओं को निष्पादित करता है ताकि परियोजना टीम को विकास कार्य करने के लिए निर्देशित किया जा सके अलग अलग चरणों में परियोजना टीम विभिन्न गतिविधियों का वहन करती है और इसलिए एक परियोजना प्रबंधक के रूप में हमें विभिन्न जीवन चक्र मॉडल के बारे में स्पष्ट होना चाहिए वे कौन से चरण हैं जिनके माध्यम से विकास कार्य चरण सीमाएं इत्यादि है यहां हम केवल मूल अवधारणाओं पर जोर देंगे सहज रूप से एक सॉफ्टवेयर जीवन चक्र में पहले कोई व्यक्ति परियोजना की आवश्यकता के बारे में सोचता है और फिर परियोजना निर्दिष्ट की जाती है इसे डिज़ाइन किया गया है इसे कोडित किया गया है इसका परीक्षण किया गया है अंत में वितरित किया गया है और एक बार इसे वितरित किया गया है तो इसके रखरखाव की आवश्यकता है और यह कई वर्षों तक रखरखाव ऐसे ही चलता रहता है क्योंकि सॉफ्टवेयर कई वर्षों तक उपयोग में लाया जाता है इसके रखरखाव की गतिविधियां भी चलती रहती है और अंत में एक बार जब सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता है तब यह सेवानिवृत्त हो जाता है तो यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कन्सेप्चुलाइज़ निर्दिष्ट डिज़ाइन कोड टेस्ट डिलीवर मेंटेन और रिटायरमेंट का सहज मॉडल है सॉफ्टवेयर जीवन चक्र के इस वैचारिक मॉडल के आधार पर विभिन्न जीवन चक्र मॉडल प्रस्तावित किए गए हैं जहां ये गतिविधियां है इन गतिविधियों की अनुक्रमण भिन्न होती हैं जीवन चक्र मॉडल को एक प्रक्रिया मॉडल या सॉफ्टवेयर विकास जीवनचक्र मॉडल भी कहा जाता है यह सॉफ्टवेयर जीवन चक्र का एक आरेखीय प्रतिनिधित्व है और यह एक विवरण के साथ भी है सॉफ़्टवेयर जीवन चक्र मॉडल उन सभी गतिविधियों की पहचान करता है जो उत्पाद विकास के दौरान की जाती हैं यह गतिविधियों के बीच एक पूर्ववर्ती आदेश भी स्थापित करता है और यह जीवन चक्र को चरणों में विभाजित करता है और प्रत्येक चरण में कई उप गतिविधियाँ होती हैं उदाहरण के लिए डिज़ाइन चरण में उप संरचनाएँ संरचित डिज़ाइन संरचित विश्लेषण संरचित डिज़ाइन डिज़ाइन समीक्षा आदि शामिल हो सकती हैं बहुत छोटी परियोजनाओं के लिए जैसे कि हमें छात्र असाइनमेंट लेते हैं छात्र अनजाने में एक बिल्ड और फिक्स मॉडल का पालन करता है यह एक औपचारिक जीवन चक्र मॉडल नहीं है लेकिन यह सहज ज्ञान छात्र के लिए आता है यह सफलता प्राप्त करता है बहुत छोटी परियोजनाओं के लिए जैसे कि एक छात्र असाइनमेंट की तरह जहां समस्या एक व्यक्ति की समझ के भीतर है निर्माण और फिक्स मॉडल काम करता है जैसा कि नाम बताता है कि यहां प्रारंभिक भवन बनाएं यहां परियोजना के लिए कोड लिखते हैं और फिर परीक्षण करते हैं और जब तक कि कोड परीक्षण को पास नहीं करता है परीक्षण प्रॉब्लम्स को फिट करने के लिए चलता रहता है और तब तक फिर से परीक्षण करें जब तक विकसित कोड सभी परीक्षण पास नहीं कर लेता इसे एक्सप्लोसिव मॉडल भी कहा जाता है यहां समस्या बहुत छोटी है और डेवलपर को फ्लैक्सिबिलिटी और स्वतंत्रता रहती है कि वह जो भी गतिविधियां महसूस करता है उन्हें करने कर सकता है इसलिए बिल्ड और फिक्स मॉडल में निर्मित बहुत फ्री फ्लेक्सिबिलिटी है उदाहरण के लिए डेवलपर पहले कोड कर सकता है फिर परीक्षण कर सकता है थोड़ा डिज़ाइन कर सकता है फिर परीक्षण कर सकता है ठीक कर सकता है या इसी तरह मेरा कोड बना सकता है फिर कुछ डिज़ाइन परीक्षण कोड बदल सकता है इत्यादि या फिर निर्दिष्ट कर सकता है फिर कोड डिज़ाइन परीक्षण वगैरह इसलिए यह मॉडल बिल्ड और फिक्स मॉडल एक बहुत ही अनौपचारिक मॉडल है जो केवल उन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त है जो छात्र असाइनमेंट की तरह छोटे है लेकिन जब विकास एक टीम द्वारा किया जाना है तो औपचारिक प्रक्रिया मॉडल का पालन करना होगा टीम के सदस्यों के बीच एक सटीक समझ होनी चाहिए कि कौन सी गतिविधियां हैं कौन सी गतिविधि करनी है कौन क्या करेगा और क्या करना है इत्यादि अन्यथा यह अराजकता और परियोजना की विफलता को जन्म देगा यदि बिल्ड और फिक्स्ड मॉडल का उपयोग एक नॉन ट्रिविअल परियोजना को विकसित करने के लिए किया जाता है और टीम बिल्ड और फिक्स मॉडल का उपयोग करना शुरू कर देती है तो शायद डेवलपर्स में से एक कोड लिखना शुरू कर देगा दूसरा डिजाइन करने का प्रयास करेगा तीसरा परीक्षण दस्तावेज़ लिखेगा इत्यादि कोई अन्य अपने हिस्से के लिए पहले IO इत्यादि को परिभाषित कर सकता है और इस तरह यह परियोजना सफल नहीं होगी कोड की खराब गुणवत्ता के कारण बहुत देरी हो जाएगी यह बहुत अधिक बेकार हो जाएगा लागत में वृद्धि होगी और बहुत खराब गुणवत्ता का कोड सामने आएगा तो एक बिल्ड और फिक्स मॉडल एक अनौपचारिक परियोजना मॉडल की तरह नॉन ट्रिविअल परियोजना कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है इससे पहले कि हम अलग अलग प्रोजेक्ट जीवनचक्र मॉडल देखें आपको पता होना चाहिए कि चरण प्रविष्टि और निकास मापदंड क्या है एक जीवन चक्र मॉडल जैसा कि हमने कहा कि इसमें विभिन्न चरण होते हैं और प्रत्येक चरण तब शुरू होता है जब कुछ मानदंड पूरे होते हैं जिन्हें हम चरण प्रवेश मानदंड के रूप में जानते हैं केवल जब वे मापदंड संतुष्ट होते हैं तो चरण शुरू होता है और जब कुछ मानदंड संतुष्ट होते हैं तो चरण समाप्त होता है इसलिए प्रत्येक चरण के लिए उस चरण के लिए प्रवेश और निकास मानदंडों को परिभाषित करना आवश्यक है उदाहरण के लिए आइए हम कहते हैं कि सॉफ़्टवेयर रिक्वायरमेंट विनिर्देश चरण के लिए चरण निकास मापदंड क्या है निकास मानदंड यह है कि रिक्वायरमेंट विनिर्देश दस्तावेज पूरा हो गया होगा ग्राहक द्वारा इसकी समीक्षा और अनुमोदन किया जाना चाहिए इसी तरह एक चरण केवल तभी शुरू हो सकता है जब वह चरण प्रविष्टि मानदंड को संतुष्ट करता है एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा जोकि मील के पत्थर हैं परियोजना प्रबंधक के लिए मील का पत्थर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मील के पत्थर का उपयोग करते हुए परियोजना प्रबंधक परियोजना की प्रगति का ट्रैक रखता है विभिन्न प्रकार के मील के पत्थर हैं लेकिन मील के पत्थर की एक महत्वपूर्ण श्रेणी चरण प्रविष्टि और निकास है जब चरण प्रवेश मानदंडों को पूरा करने के बाद एक चरण शुरू होता है तब एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मिलता है इसी तरह जब चरण पूरा हो जाता है और बाहर निकलने के मापदंड संतुष्ट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से परियोजना में कुछ प्रगति हुई है और इससे एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर बनता है इस चर्चा के साथ हम इस व्याख्यान का समापन करेंगे और अगले व्याख्यान में कुछ प्रोजेक्ट जीवनचक्र मॉडल पर अच्छी तरह से चर्चा करेंगे धन्यवाद